इस व्याख्यान में हम असहमति के मॉडल पर चर्चा जारी रखते हैं हमने पहले से ही 2 मॉडल को असहमति में देखा है हम तीसरे मॉडल को देखेंगे जहां हम मानते हैं कि मांग प्रत्येक अवधि में भिन्न होती है और उत्पादन क्षमता भी प्रत्येक अवधि में भिन्न होती है तो आइए हम बताते हैं कि एक उदाहरण का उपयोग करते हुए हम कहते हैं कि 4 उत्पाद A B C D हैं तो ये इन्वेंट्री पोज़िशन हैं जो 4 उत्पादों के लिए उपलब्ध हैं और ये इन्वेंट्री मैन घंटे या व्यक्ति घंटों में दी गई हैं और फिर इन उत्पादों की मांग है पिछले उदाहरण में हम मानते हैं कि सभी अवधियों में 4 उत्पादों के लिए 400 600 800 और 700 की मांग है मांग में बदलाव नहीं हुआ है और पिछले मॉडल में हम मानते हैं कि उत्पादन क्षमता P 2500 है जो हुआ मांगों का योग हो अब इस मॉडल में हम यह मानकर चलने वाले हैं कि हर अवधि में डिमांड में बदलाव होने वाला है तो हम इसे डिमांड 1 और फिर D 2 या डिमांड 2 कहते हैं कुछ इस तरह होगा 600 600 600 और 500 का कहना है कि डिमांड D 3 300 800 500 600 और इतने पर होगा इसलिए हमारे पास किसी भी महीने की डिमांड हो सकती है जो ज्ञात हो और इनमें से अधिकांश डिमांड वास्तव में इन उत्पादों में से प्रत्येक के लिए डिमांड के अनुमानित मूल्य हैं हम यह भी मानते हैं कि P 1 उत्पादन क्षमता उपलब्ध है पहली अवधि या 1 महीने में 2500 है और हम मान लेंगे कि P 2 यह भी बदल जाता है इसलिए यह 2300 हो सकता है और हमें बताएं कि P 3 2400 हो सकता है अब पहली चीज जो हमने की थी पहले उदाहरण में इस r की गणना करने के लिए था r वह अवधि है जिसके लिए हमें आइटम की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा इन्वेंट्री का उत्पादन और उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है उदाहरण के लिए उत्पाद A या आइटम A इन्वेंटरी के लिए वर्तमान इन्वेंटरी 200 है और पहले महीने की डिमांड 400 है इसलिए इस 200 इन्वेंटरी के साथ हम 1 महीने की डिमांड के 05 को पूरा कर सकते हैं इसलिए 05 महीने हम इस इन्वेंट्री का उपयोग कर सकते हैं हमें उत्पादन की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम 05 महीने से पहले उत्पादन करें अन्यथा हमें सामग्री या वस्तु की कमी होगी इसी तरह इन्वेंट्री 400 की डिमांड 600 है इसलिए 4 बाय 6 2 बाय 3 जो 0666 है इन्वेंटरी 500 है 1 महीने की डिमांड 800 है इसलिए 5 बाय 8 0625 है और 3 बाय 7 0428 है इन अनुपातों के आधार पर हमने पहले के उदाहरणों में भी कहा था कि बढ़ती अनुपात के क्रम में उत्पादन करना बेहतर और अच्छा है जिसका अर्थ है हम पहले D का उत्पादन करते हैं फिर A और फिर C और फिर B का उत्पादन करते हैं ताकि हमारे पास स्टॉक आउट होने से पहले हम इन वस्तुओं का उत्पादन करने में असमर्थ हों उदाहरण के लिए यहां ध्यान देने वाली एक और बात है अगर यह 200 के बजाय 500 थी हम इस r की गणना कैसे करते हैं क्योंकि यह 200 था यह पहले महीने की डिमांड से कम था इसलिए हमने कहा कि 1 महीने का आधा हिस्सा इससे मिल सकता है 400 यदि यह 500 था तो हम कहेंगे कि इस 500 में से कुछ 400 का उपयोग 1 महीने की डिमांड को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और शेष 100 के साथ हम 2 महीने की डिमांड के 16th डिमांड को पूरा कर सकते हैं तो यह r 11666 हो जाएगा 1 महीने के लिए 1 और 1 बाय 6 0166 है इसलिए हम इस r की गणना आनुपातिक या सही ढंग से कर सकते हैं भले ही इन्वेंट्री 1 महीने की डिमांड से अधिक हो इसलिए हम यह भी जानते हैं कि हमने उस आदेश पर निर्णय लिया है जिसमें हम इसे बनाएंगे जो कि D A C और उसके बाद B है पहले के मॉडल में हमने मान लिया था कि ये सभी मूल्य समान हैं और साथ ही इनमें से प्रत्येक मूल्यों की डिमांड समय के साथ नहीं बदलती है तो अब हमें क्या करना है क्या हमें पहले चक्र के लिए एक चक्र का पता लगाना होगा अनिवार्य रूप से हमें पहले चक्र को खोजने की आवश्यकता है और फिर पहले चक्र का पता लगाने के लिए हम इस डेटा के प्रकार को लेने जा रहे हैं और फिर एक निश्चित अवधि तक की मांग को देखने की कोशिश करेंगे उदाहरण के लिए दो मॉडलों के अनुभव के आधार पर जिसे हमने पहले देखा है हम जानते हैं कि चक्र का समय इस 0666 से अधिक है जो अनुपात का सबसे बड़ा है कारण यह है कि दोनों मॉडलों में हमारा उद्देश्य T बनाना था चक्र समय जितना संभव हो उतना बड़ा और अंतिम आइटम के होने पर हमेशा होता है जिसका अर्थ है वह आइटम जिसका उच्चतम आर मान है इन्वेंट्री स्थिति 0 पर आती है और फिर हम उस आइटम का उत्पादन शुरू करते हैं तो T जो चक्र की लंबाई है वह r की अधिकतम से बड़ी है तो एक त्वरित अंगूठा नियम यह होगा कि चक्र समय T r से बड़ा होगा और लगभग ऑर्डर के क्रम से r प्लस 1 बाय r यह सिर्फ एक अंगूठा नियम है और यह किसी भी तरह से इष्टतम नहीं है किसी प्रकार के साथ एक दिशा निर्देश जो अधिकतम चक्र लंबाई T r 1 के r प्लस 1 के क्रम का होगा r प्लस 1 के r के इस नियम में हमें r का अधिकतम मान लेना है जो कि 0666 0666 2 बाय 3 होता है इसलिए r प्लस 1 बाय r है 2 बाय 3 प्लस 3 बाय 2 है जो 13 बाय 6 होता है जो 2166 है तो r plus 1 बाय r हमें एक मूल्य देता है 2166 तो अब हम क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं और इन वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए डिमांड लेते हैं 2166 अवधि और हम भी कोशिश करते हैं और 2166 अवधि के लिए उत्पादन लेते हैं तो आइए हम लिखते हैं कि 4 आइटम A B C D और हमें 2166 अवधि के लिए समान मांग बताएं 2 अवधि के लिए 400 प्लस 600 होगा और 300 का 0166 जो कि 50 है 1050 1050 2166 से विभाजित 484 अब 48463 है हम इसे 485 के रूप में भी बना सकते हैं अब यह प्रति अवधि के बराबर या औसत मासिक मांग या औसत मांग का प्रतिनिधित्व करता है अगर हम 16166 अवधि लेते हैं और इसे बाहर निकालें तो 485 का यह मान 400 प्लस 600 प्लस 0166 है जिसे 300 में 2166 से विभाजित किया गया है अब B के लिए यह 600 प्लस 600 प्लस 066 में 800 होगा जो 132 प्लस 1200 2166 से विभाजित होता है जो 6152 है तो यह 615 होगा आइटम सी के लिए यह 800 प्लस 600 प्लस 500 में 0166 होगा जो 83 प्लस 1400 है जो 2166 से विभाजित है जो 685 है और डी के लिए यह 700 प्लस 500 1200 प्लस होगा 0166 को 600 में विभाजित करके 2166 हमें 600 देगा अब P मान 2500 प्लस 2300 प्लस 0166 2400 में होगा हमें 2400 देगा इसलिए हमने जो प्रभावी रूप से यहां किया है वह जानने के लिए प्रयास करें और पता करें क्या है यदि हम 2166 अवधियों पर विचार करें तो प्रति अवधि के बराबर मांग या औसत मांग अब उत्पादन भी बाद में औसत रहा है 2166 काल अब हम ऐसी स्थिति में भी पहुँच सकते हैं जहाँ औसत मासिक उत्पादन समतुल्य अवधि जो कि 2400 है हो सकता है कि ये योग 4 के बराबर न हो उदाहरण के लिए औसत माँगों का योग 2385 है जो 2400 से कम है ऐसी स्थिति में यदि हम सभी 2400 उत्पादन क्षमता का उपयोग करते हैं तो एक छोटी इन्वेंट्री बिल्डअप होगी यदि यह 2400 से अधिक होगा तो जाहिर है कि उत्पादन के मुकाबले मांग अधिक होने पर चक्र के अंत में हम उपभोग करेंगे इन मूल्यों में से कुछ यही कारण है कि इन चीजों की आवश्यकता क्यों है वे 2 उद्देश्यों की सेवा करते हैं वे एक उद्देश्य की सेवा करते हैं जहां वे हमें पर्याप्त इन्वेंट्री की अनुमति देते हैं जब तक कि आइटम का उत्पादन शुरू नहीं हो जाता और दूसरा उद्देश्य यह है कि मांग कुछ मांगें चक्र के अंत में उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती हैं कुल इस कुल से कम होगा लेकिन फिर यह भी एक तकिया के रूप में कार्य करता है जब तक स्थिर अवस्था में या कई चक्रों के अंत में अगर सिग्मा P सिग्मा D के बराबर है उत्पादन क्षमता मांगों के बराबर है तो किसी भी बिंदु पर अंत में सिस्टम में इन्वेंट्री इनका योग होगा इसलिए ये दो चीजों की देखभाल करने के लिए एक तकिया के रूप में भी काम करते हैं मांग में भिन्नता जब तक हम आइटम का उत्पादन नहीं करते तब तक प्रारंभिक सूची उपलब्ध है और एक तीसरा पहलू है जो स्थितियों में है जहां मांग उत्पादन से अधिक है इस इन्वेंट्री का कुछ हिस्सा खपत किया जाएगा लेकिन इसके अंत में यह अपने आप को समतल कर देगा क्योंकि अंत में औसत उत्पादन औसत मांग के बराबर होगा इसलिए यह कई उद्देश्यों को पूरा करता है तो यह भी आवश्यक नहीं है कि ये 2400 तक जुड़ जाएं सवाल यह है कि क्या हमें 485 615 685 और 600 की 4 मांगों को ध्यान में रखते हुए फिर से गणना करनी होगी जवाब है कि हम फिर से r की गणना नहीं करते हैं क्योंकि ये वेटेड डिमांड या औसत एवरेज डिमांड का प्रतिनिधित्व करती है 216 महीने की अवधि में जो सूची उपलब्ध है वह 200 400 500 और 300 है जो इस डेटा के संबंध में 05 066 0625 और 0428 महीनों की मांगों को पूरा करने में सक्षम है इसलिए हम समान r वैल्यू को बनाए रखते हैं और फिर हम एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने और हल करने की कोशिश करते हैं जो कि चक्र के समय या रन समय को अधिकतम करने की कोशिश करेगा तो अब हम r के क्रम में A B C D को सॉर्ट करेंगे और हम पहले D करेंगे उसके बाद A और फिर C और फिर B तो अब हम वापस जाते हैं और अपनी परिचित समस्या का निर्माण करते हैं जहां हम चक्र समय T को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं इसलिए उद्देश्य चक्र समय T को अधिकतम करना होगा अब हम इनका उत्पादन शुरू करेंगे D A C और B के क्रम में और फिर हम कहेंगे कि t D t A t B t C का प्रतिनिधित्व करते हैं क्रमशः D A B C का उत्पादन शुरू करते हैं फिर हमें इन बाधाओं का उपयोग t D से कम या 0428 के बराबर करना होगा t A को 05 से कम या बराबर t C को 0625 से कम या बराबर और t B से कम या बराबर करने के लिए 0666 तब हम एक अवधि के लिए आइटम D का उत्पादन करते हैं t माइनस t D तो 2400 में एक माइनस t D उत्पादन दर है तो 2400 में t A माइनस t D से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए A की डिमांड 400 है और D की डिमांड 600 है जो कि 600 T से अधिक या इसके बराबर होगा इसी तरह T C माइनस t A 2400 से अधिक या इसके बराबर होना चाहिए 485 T t B माइनस t C 2400 में से अधिक या बराबर 685 T है और t D प्लस t माइनस t B 2400 में 615 T से अधिक या बराबर है t D t A t B t C T से अधिक या 0 के बराबर तो यह हमारा रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण है हमने यह सूत्रीकरण पहले देखा है यह असहमति के मॉडल में से पहला है अब इसके लिए स्पष्टीकरण इस तथ्य से आता है कि सबसे पहले हम उत्पादन शुरू करते हैं D पर t D और फिर हम D पर उत्पादन बंद कर देते हैं t A पर इसलिए D का उत्पादन किया जाता है t A माइनस t D अवधि के लिए तो यह कुल उत्पादन है और चक्र का समय T है इसलिए यह पूरे चक्र की मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए T में 600 है इसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए दिया जा सकता है उत्पादन यह A के उत्पादन के लिए है यह C के उत्पादन और B के उत्पादन के लिए है t B पर शुरू होगा और फिर D का अगला चक्र होगा और इसलिए यह संपूर्ण चक्र है जो T है जो इस तक जाता है तो t D प्लस T वह समय है जिस पर D का उत्पादन फिर से शुरू होता है तो t D प्लस T माइनस t B यह B के उत्पादन के समय की लंबाई है तो यह B का कुल उत्पादन है कुल मांग से अधिक या बराबर होना चाहिए इस अवधि के दौरान D हम मॉडल 1 का पालन करेंगे हम मॉडल 2 का पालन नहीं करेंगे हम क्षणिक मॉडल का पालन नहीं करेंगे हम उपयोग करेंगे स्थिर स्थिति मॉडल और कोशिश करें जिसका अर्थ है कि हम भी प्रयास नहीं करेंगे और समायोजित इन आविष्कारों को बदले में r j's के समायोजन और एक क्षणिक ट्रांजियंट मॉडल है हम ऐसा नहीं करेंगे हम एक स्थिर राज्य मॉडल का पालन करेंगे तो हम T को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं तो जब हम इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करते हैं हम t को 0903 महीने के बराबर मानेंगे और हमारे पास मान होंगे जो t A के बराबर 02258 होगा इसलिए t A का मान 02258 के बराबर होगा t D का मान 0 होगा t B और t C होगा इसलिए t C 04082 0666 है 04082 और यह 0666 होगा तो यह एक बार फिर समाधान है कार्यान्वयन में आसानी के लिए हम T लेंगे बराबर है 0903 के बजाय 09 और फिर हम कहेंगे कि हम 09 महीनों की अवधि के लिए पहला चक्र लागू करेंगे इसलिए जब हम ऐसा करते हैं कि हम एक अवधि के लिए पहले चक्र को लागू करते हैं 09 महीने और इन 09 महीनों में हम 02258 की अवधि के लिए D का उत्पादन शुरू कर देंगे फिर हम A का उत्पादन शुरू करेंगे जो इस और इसके बीच है और फिर हम B का उत्पादन शुरू करते हैं जो इस और इस के बीच की समय अवधि है और फिर D का अगला उत्पादन बिंदु 9 के बराबर समय पर शुरू होगा इसलिए हम इस तरह से पहला चक्र लागू करेंगे अब अब हम चक्र के अंत में इन्वेंट्री पदों के साथ साथ मांग पदों का भी जायजा लेना चाहते हैं अब क्या हो सकता है आमतौर पर यदि यह मांग निर्धारक है जिसका अर्थ है कि यह मांग नहीं बदली है यदि यह मांग 400 600 800 और 700 पर बनी रही तो हमने निश्चित रूप से D A C B का उत्पादन किया होगा और हम वास्तव में 90 प्रतिशत का उपभोग करेंगे इस अवधि में 400 600 800 और 700 में हमारे पास यह आरंभिक इन्वेंट्री भी थी जिसके साथ शुरुआत करनी थी तो एक प्रारंभिक सूची है इनमें से प्रत्येक आइटम के लिए कुछ उत्पादन होगा और फिर इन वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए कुछ खपत होगी इसलिए यदि हम यह मान लें कि डिमांड बिल्कुल नियत थी तब हम वापस जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं तब हमने इन सभी की डिमांड का 90 प्रतिशत हिस्सा खा लिया होगा तो A B C D के लिए A B C और D के लिए एक बार फिर से Unmet डिमांड A B C D के लिए Unmet डिमांड 40 होगी जो कि 400 40 60 80 और 70 में से 10 प्रतिशत है दूसरे महीने की डिमांड 600 600 600 500 होगा और फिर D 3 300 800 500 और 600 होगा इसलिए डेटा अब कुछ इस तरह से स्थानांतरित होगा जहां इस मांग का 10 प्रतिशत पूरा करना होगा अब हम अभी एक धारणा बना रहे हैं कि डिमांड यहाँ बदलने वाली नहीं है अब अगर इस 09 महीने के भीतर किसी कारण से डिमांड थोड़ी बदल गई थी तब हम 90 प्रतिशत के अलावा किसी और संख्या का उपभोग कर सकते थे और फिर ये डेटा भी उसी हिसाब से बदल जाएगा इसलिए यदि इस अवधि के दौरान डिमांडमें परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है तो हम उस 10 प्रतिशत डिमांड को अद्यतन कर सकते हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है लेकिन इस समस्या के लिए हम मान लेंगे कि डिमांडनिर्धारक है और इसलिए वास्तव में 90 प्रतिशत की खपत होती अब फिर से एक संभावना यह भी है कि ये मांगें कर सकते हैं परिवर्तन वास्तव में हम 4 वें महीने की डिमांड को भी अपडेट कर सकते थे हम यह मानेंगे कि उस समय तक हमें 4 वें महीने की डिमांड का अंदाजा होगा इसलिए हम अपडेट कर सकते थे इसलिए इनमें से कुछ संख्या में थोड़ा बदलाव हो सकता है जो डिमांड में बदलाव के आधार पर हो सकता है अब 09 के बराबर समय पर हम स्टॉक लेंगे और हम इन नंबरों को अपडेट करेंगे हम 09 के बराबर समय पर इन्वेंट्री की स्थिति को भी अपडेट करेंगे अब वह इन्वेंट्री स्थिति पर निर्भर करेगी प्रारंभिक इन्वेंट्री और उत्पादन पर कम डिमांड अंतिम इन्वेंट्री होगी मैं सिर्फ आइटम D के लिए गणना दिखाऊंगा कि हम पहले कर रहे हैं तो इस D से 02258 महीने की अवधि के लिए उत्पादन किया जाता है तो D का कुल उत्पादन 2400 में 02258 होगा इसलिए यह ऐसा हो जाएगा यह D का उत्पादन होगा इसलिए D की इन्वेंट्री होगी 300 से अधिक उत्पादन की प्रारंभिक इन्वेंटरी 02258 24 D की कम मांग में जो 700 में 09 है तो यह D की इन्वेंट्री स्थिति होगी और यह 20982 20982 तक काम करता है अब इस तरह हम इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं इसलिए इसे 209 तक अपडेट किया जाता है और बाकी संख्याएँ 276 427 और 581 हैं अब एक बार फिर इन नंबरों की गणना की गई है यह मानते हुए कि यह डिमांड निर्धारक है लेकिन अगर कुछ बदलाव होते हैं तो इन नंबरों में भी बदलाव होगा तो अब हम 09 के बराबर समय पर हैं और फिर हम इसे समझने की कोशिश करके एक बार और शुरू कर सकते हैं 276 की इस सूची को कितने महीनों में पूरा कर सकते हैं इस 276 को कितने महीनों में पूरा किया जा सकता है तो अब मिलेंगे 01 महीना जो 40 का होगा इसलिए शेष राशि 236 और बाकी की संख्या 236 बाय 600 होगी तो यह 600 से 01 प्लस 236 होगा इसलिए यह मिल जाएगा तो इस r के लिए 049 होगा तो इस r के लिए 049 बाकी r का 049 072 094 और 0378 होगा अब इस विशेष डेटा का उपयोग करते हुए हमें फिर से r प्लस 1 को फिर से खोजना होगा जैसे हमने पहले किया था तो हमारे पास r प्लस 1 का नया मान r होगा और फिर नए वैल्यू के लिए r प्लस 1 बाय r अब हमें इन समान मांगों के साथ साथ समतुल्य उत्पादन को समायोजित और प्राप्त करना होगा अब समतुल्य उत्पादन संख्याओं का उपयोग हम 90 प्रतिशत बार करेंगे तो यह 10 प्रतिशत होगा इसलिए शेष उत्पादन यहां 250 होगा फिर इस महीने के लिए 2300 और इस महीने के लिए 2400 होगा अब r द्वारा r प्लस 1 के नए मूल्य के लिए हमें अब समान मांगों और समान उत्पादन का पता लगाना होगा जो हमने किया था और फिर दूसरे चक्र की लंबाई प्राप्त करने के लिए एक और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोबलम को हल करें दूसरे चक्र की लंबाई 0903 नहीं होनी चाहिए यह कुछ अन्य संख्या हो सकती है इसलिए इस तरह हम अलग अलग लंबाई के चक्र लगाने का प्रयास जारी रखते हैं तो यह दृष्टिकोण सबसे इष्टतम या सबसे अच्छा दृष्टिकोण नहीं हो सकता है लेकिन यह व्यावहारिक है और इससे हमें वास्तव में समय की मांग के साथ असहमति की समस्या को हल करने की कोशिश करने में मदद मिल सकती है अब हमारे पास ये आविष्कार भी हैं हम क्षणिक ट्रांजियंट मॉडल का पालन करने की कोशिश नहीं करते हैं हम इन इन्वेंटरी को 0 पर धकेलने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र अब अलग होने जा रहा है इसके अलावा जब हम इसे 0 पर नहीं धकेलते हैं और इन इन्वेंटरी का उपयोग करते हैं जैसा कि वे हैं हम इन महीनों में डिमांड में उतार चढ़ाव को अवशोषित करने में सक्षम होंगे और फिर इन डिमांड को समय समय पर अद्यतन किया जाता है और इसी तरह तो यही कारण है कि समय के साथ प्रस्तुतियों और डिमांड को अलग करने की समस्या वास्तव में रैखिक प्रोग्रामिंग तकनीक का उपयोग करके व्यवहार में हल की जाती है इसलिए अब तक हमने कई मॉडल देखे हैं जिनमें वस्तुओं की सूची शामिल है हमने बहुत ही बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल के साथ शुरुआत की जहां आइटम खरीदे गए हमने उन मॉडलों को देखा जहां हमने जानबूझकर बैकऑर्डर की अनुमति दी थी हमारे पास ऐसे मॉडल भी हैं जहां हम छूट का लाभ उठाते हैं जहां हमने कई मदों के लिए बाधा सूची समस्याओं को देखा और फिर हमने उत्पादन खपत मॉडल को देखा फिर हमने समय की मांग मॉडल को बदलते हुए देखा हमने आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या को देखा जिसमें उत्पादन और इन्वेंट्री है और फिर हमने असहमति की समस्याओं को भी देखा जहां हम सूची पर कुछ प्रतिबंध के साथ चक्र की लंबाई को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं अब इन सभी मॉडलों में हमने मांग को देखा है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग निर्धारक होने के लिए ली गई थी मासिक मांगों को कई बार जाना जाता था मांग समान थी यह निरंतर और निरंतर थी कुछ मॉडल ऐसे थे जहां विभिन्न अवधियों में मांगें बदल गईं लेकिन फिर भी मांगों को जाना गया तो आइए हम मूल मॉडल पर वापस जाएं और एक या दो मान्यताओं को शिथिल करने का प्रयास करें यह देखने के लिए कि इस तरह के मॉडल किस तरह की मान्यताओं से हमें रुबरु कराते हैं तो हम बहुत ही बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल पर जाते हैं जहां हम एक आइटम खरीदते हैं तो हमारे पास यह समय अक्ष के रूप में है हम एक मात्रा Q का ऑर्डर देते हैं इसलिए हमें शुरुआत में मान लें ताकि यह समय हो यह इन्वेंटरी है तो हम Q के बराबर स्टॉक के साथ शुरू करते हैं और फिर हम इस Q को D की दर से उपभोग करते हैं जब तक कि यह 0 तक नहीं आता है और फिर हम यहां एक आदेश देते हैं तो स्टॉक Q वापस आने के बाद यहां आता है फिर से हम इसे D की दर से उपभोग करते हैं आप इन 2 को समानांतर होने के लिए ले जा सकते हैं और फिर यह 0 तक पहुंचता है और फिर एक ऑर्डर दिया जाता है और यह अब चलता है इसे इन्वेंट्री का सॉ टूथ मॉडल कहा जाता है अब यह चक्र की लंबाई T है अब हमने कुछ निश्चित धारणाएँ बनाई हैं यहाँ पहली धारणा यह है कि डिमांड निरंतर है और डिमांड प्रत्येक उदाहरण पर प्रति वर्ष समान D है दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण धारणा तात्कालिक प्रतिकृति की है जिसका अर्थ है की जब हम ऑर्डर को आइटम प्राप्त करते हैं अब वास्तव में ये 2 चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हमने ग्रहण की हैं इसलिए पहली चीज जो हमें देखने की जरूरत है वह यह है कि मांग निर्धारक और निरंतर नहीं होनी चाहिए हम थोड़ी देर बाद आएंगे लेकिन फिर एक ऑर्डर देने और आइटम प्राप्त करने के बीच हमेशा एक समय होगा अब उस समय को लीड समय कहा जाता है और फिर इस मॉडल में हमने मान लिया है कि लीड समय शून्य है तो जिस क्षण ऑर्डर दिया जाता है आइटम आते हैं अब हम देखते हैं कि लीड समय में क्या होता है तो पहले वाला है हम कहते हैं कि लीड समय शून्य नहीं है लेकिन लीड टाइम एक ज्ञात मूल्य है आइए हम कहते हैं कि हम ऐसी स्थिति को देखें जहां लीड का समय 1 सप्ताह के बराबर हो अब हम उस संख्यात्मक उदाहरण पर वापस जाते हैं जिसका हमने पहले उपयोग किया है इसलिए हमने एक संख्यात्मक उदाहरण का उपयोग किया है जहां आइटम की मांग 10000 है ऑर्डर की लागत सी शून्य है 300 ले जाने की लागत प्रति वर्ष 4 रुपये प्रति यूनिट है इससे हमें आर्थिक ऑर्डर मात्रा इकोनामिक ऑर्डर क्वांटिटी Q रूट ओवर 2 D C naught बाय Cc है जो कि 122474 है और हम कुल लागत को 489898 के रूप में लेंगे जो कि ऑर्डर लागत के साथ साथ इन्वेंट्री ले जाने का योग है अब मान लेते हैं कि हम 122474 को लागू नहीं कर रहे हैं आइए हम कहते हैं कि हम 1250 की अधिक आरामदायक संख्या को लागू कर रहे हैं जिससे हमें प्रति वर्ष ठीक 8 ऑर्डर मिलेंगे अब यदि हम कहते हैं कि यह 10000 वास्तव में आधारित है तो हम कहें कि हम एक वर्ष में 50 सप्ताह तक काम करते हैं और इसलिए हम कहेंगे कि साप्ताहिक मांग 200 के बराबर है इसलिए कुल मांग प्रति वर्ष 10000 है अब अगर हम कहते हैं कि हमारा नेतृत्व समय 1 सप्ताह है तो हम क्या करते हैं हम स्टॉक के बराबर होने पर एक ऑर्डर नहीं करेंगे 0 हम देखेंगे क्योंकि वे हमारे लिए 1 सप्ताह का समय लेने वाले हैं आइटम प्राप्त करें और हम जानते हैं कि साप्ताहिक मांग 200 है मान लें कि 1 सप्ताह रहता है और कोई परिवर्तन नहीं है यह ठीक 1 सप्ताह है और हर सप्ताह मांग 200 है तो ऐसी स्थिति में हम आदेश देंगे जब हमारी स्टॉक स्थिति 200 तक पहुँच जाती है तो ठीक 1 सप्ताह में 200 की खपत हो जाएगी नया ऑर्डर आ जाएगा इसलिए ऑर्डर आने पर स्टॉक की स्थिति बिल्कुल शून्य हो जाएगी और इसकी मात्रा 1250 हो जाएगी तो मैं इसे Q के रूप में 1250 के बराबर लिखता हूं और फिर हम यह कहें कि यह वह स्थिति है जहां हमारे पास स्टॉक 200 के बराबर है मुझे एक अलग रंग का उपयोग करने दें इसलिए यह वह स्थिति है जहां स्टॉक 200 के बराबर है 200 इसलिए यदि यह स्टॉक इस बिंदु पर इस स्थान पर 200 तक आता है तो हम ऑर्डर देंगे और फिर हम उपभोग करना शुरू करते हैं एक सप्ताह के बाद स्टॉक शून्य पर आ जाएगा और ठीक उस समय नई प्रेषण कंसाइनमेंट आ जाएगी तो जिस बिंदु पर हम ऑर्डर देते हैं उसे रीऑर्डर लेवल कहा जाता है जो कि R O L के लिए संक्षिप्त है और रीऑर्डर लेवल मामले में लीड टाइम डिमांड के बराबर है नेतृत्व समय और मांग का निर्धारक होना यदि लीड का समय 1 सप्ताह नहीं है लेकिन अगर लीड का समय ठीक 2 सप्ताह है तो ऑर्डर को 200 पर रखने के बजाय हम ऑर्डर को 400 पर रख देंगे इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रीऑर्डर स्तर की परिभाषा है स्टॉक की स्थिति जिस पर हम ऑर्डर देते हैं अब हमें लीड समय मांग और लीड समय की मांग की कुछ मान्यताओं के तहत रीऑर्डर स्तर की गणना करने की आवश्यकता है लीड समय की मांग को लीड समय के दौरान कहा जाता है इसलिए यदि लीड का समय ठीक 1 सप्ताह है तो लीड समय की मांग इस विशेष उदाहरण में 200 है अब यदि लीड समय की मांग है तो हम कहते हैं हमें ऐसी स्थिति पर गौर करना चाहिए जहां लीड का समय ठीक 1 सप्ताह है लेकिन मांग निर्धारक नहीं है यह बिल्कुल 200 नहीं है यह 200 प्लस माइनस से कुछ हो सकता है तो अब निश्चित रूप से क्या होता है इस वर्ष में ठीक 8 चक्र हैं क्योंकि हम अभी क्या करते हैं क्या हम यह मानते हैं कि जिस क्षण हम रीऑर्डर स्तर की गणना करते हैं मान लें कि हम अब कर रहे हैं रीऑर्डर स्तर की गणना करने जा रहे हैं अब जिस क्षण हम पुन क्रम स्तर की गणना करते हैं हम उस स्थान को रखते हैं और जैसे ही स्टॉक पुनः रीऑर्डर स्तर पर आता है हम एक ऑर्डर देते हैं अब हम मानते हैं कि उस मात्रा के साथ जिसे रीऑर्डर स्तर कहा जाता है जो हमारे साथ है हम लीड समय की मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे अगर हम लीड समय की मांग को पूरा करने में सक्षम हैं तो अगले चक्र से पहले इन्वेंट्री है अगला आदेश अगली कंसाइनमेंट आती है यदि आप रीऑर्डर लेवल की मात्रा के साथ लीड समय की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं तो कुछ कमी या कुछ बैकऑर्डर हो सकते हैं अब लेकिन औसत भले ही मांग में उतार चढ़ाव हो लेकिन हम हर हफ्ते कहते हैं लेकिन हर हफ्ते औसत 200 की मांग की जा रही है इसलिए वर्ष के लिए अपेक्षित मांग 10000 होने जा रही है और हम 1250 के 8 चक्र का आदेश देने जा रहे हैं तो हमारे पास बिल्कुल 8 चक्र होंगे जहां हम प्रत्येक में 1250 का आदेश देंगे चक्र लेकिन फिर से रीऑर्डर लेवल का पता लगाना होता है इसलिए हमने दो चीजों को अलग कर दिया है हमने ऑर्डर की मात्रा और रीऑर्डर लेवल को अलग कर दिया है इसलिए समस्या का विश्लेषण करने के इस विशेष तरीके से हम आर्थिक ऑर्डर मात्रा मॉडल के आधार पर ऑर्डर की मात्रा को अलग अलग परिभाषित करते हैं या मूल्य जो कि आर्थिक ऑर्डर मात्रा से 1250 है के अनुरूप है इसलिए यह मॉडल हर बार यह कहने जैसा होगा हम ऑर्डर करते हैं हम जगह देते हैं हम 1250 के लिए ऑर्डर देते हैं हम एक क्षेत्र को 8 बार ऑर्डर करने की उम्मीद करते हैं और हम एक ऑर्डर देते हैं जब ऑर्डर की मात्रा होती है जब हमारे पास स्टॉक 200 होता है या अगर हम अलग से रीऑर्डर स्तर की गणना करते हैं जब भी हम सीमा स्तर पर पहुँचेंगे हम कोशिश करेंगे हम एक आदेश देंगे अब कहते हैं कि लीड का समय ठीक 1 सप्ताह है लेकिन आइए हम एक ऐसे मामले को देखें जहां की मांग बिल्कुल 200 नहीं है लेकिन मांग एक निश्चित वितरण का अनुसरण करती है तो अब हम कहेंगे कि मांग 100 से 300 तक कुछ भी हो सकती है इसलिए मांग 100 संभावना के साथ 100 हो सकती है मांग संभाव्यता प्रोबेबिलिटी 02 के साथ 150 हो सकती है मांग संभाव्यता 04 के साथ 200 हो सकती है मांग संभाव्यता के साथ 250 हो सकती है 03 या 02 और मांग 300 की संभावना 01 है तो हम कहते हैं कि यह साप्ताहिक मांग है और हम इसे लीड समय की मांग के रूप में लेंगे क्योंकि लीड का समय ठीक 1 सप्ताह है अब हमें रीऑर्डर स्तर का पता लगाना होगा जो हमारी कुल लागत का अनुकूलन करता है अब लीड समय के दौरान यह मांग है और लीड का समय ठीक 1 सप्ताह है इसलिए मान लें कि हमने एक आदेश दिया है जब हम एक निश्चित सीमा स्तर पर पहुंच गए हैं जिसे हम इस डेटा का उपयोग करके गणना करने जा रहे हैं इसलिए एक बार जब हम अपना स्टॉक उस पुन स्तर स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम एक आदेश देते हैं और हम मानते हैं कि हमारे पास जो पुनरावर्तक स्तर की मात्रा है जो कि ऑर्डर करते समय हाथ पर स्टॉक है लीड समय की मांग को पूरा करने में सक्षम है और हम उस पुन स्तर का पता लगाना चाहते हैं अब अगर हम अभी रखते हैं तो लीड टाइम डिमांड का अपेक्षित मूल्य 100 से 01 प्लस 150 में 02 प्लस 200 में 04 प्लस 250 में 02 प्लस 300 में 01 हो जाएगा अब यह 200 तक बढ़ जाएगा क्योंकि यह 01 02 04 02 01 और अंतर है इस बीच सममित है इसलिए 200 लीड समय की मांग का अपेक्षित मूल्य है पहले भी हम आगे बढ़ते हैं हम खुद से पूछ सकते हैं कि हमें ये नंबर कैसे मिले हम इन संभावनाओं को कैसे प्राप्त करते हैं इन संभावनाओं के बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि हम वापस जाते हैं समय डेटा इकट्ठा करने में ऐतिहासिक डेटा है कई पिछले चक्रों पर प्रमुख समय की मांग का व्यवहार कैसे हुआ है मान लें कि किसी ने 10 पिछले चक्रों के लिए इस तरह का डेटा एकत्र किया है और हमें पता चला है कि लीड समय की मांग 10 में से 100 में से 100 में से 1 में 10 गुना 200 में से 4 है 10 में से 4 बार और इसी तरह पर तो एक अनुपात स्वचालित रूप से धारणा के तहत घटना की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है कि भविष्य अतीत को दोहराएगा तो इस तरह से हम इन नंबरों को प्राप्त करते हैं और अपेक्षित मूल्य 200 है अब अगर हम लीड लेवल डिमांड के अपेक्षित मूल्य के रीऑर्डर स्तर को लेते हैं इस मामले में हमने लीड टाइम डिमांड के बराबर ही लिया क्योंकि लीड टाइम नियतात्मक है डिमांड निर्धारक है अगर हम इस चीज के आधार पर लीड टाइम डिमांड का अपेक्षित मूल्य लेते हैं अब लगभग 70 प्रतिशत समय के बारे में रखने के बाद हम मांग को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे और 30 प्रतिशत बार हम 200 की वजह से मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे इसलिए हम बात कर पाएंगे मांग को अधिक बार पूरा करने के लिए हम उस स्थिति की तुलना में जहां हम मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे लेकिन फिर अगर हम एक सममित बिंदु से देखते हैं तो कहें कि लगभग 50 प्रतिशत बार हम जिस समय पर मिलेंगे 50 प्रतिशत बार आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे यदि यह 100 150 200 नहीं है यदि यह 100 1 naught 1 1 naught 2 1 naught 3 से 300 तक है तो हम 50 प्रतिशत बार कहेंगे हम उनसे 50 प्रतिशत मिलेंगे इसलिए जब भी हम मांग को पूरा कर रहे हैं तो अतिरिक्त सूची होगी जहां हम मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं हम एक बैकऑर्डर लागत या एक छोटी सी लागत को मानते हैं जिसे हम बैकऑर्डर मानते हैं जिसका अर्थ है जैसे ही स्टॉक आता है हम मांग को पूरा करते हैं और फिर हम जारी रखते हैं अब जब हमारे पास अतिरिक्त इन्वेंट्री है तो हम इन्वेंट्री की लागत को कम करते हैं जब हमारे पास कमी या बैकऑर्डर होता है तो हम बैकऑर्डर की लागत बढ़ाते हैं तो बैकऑर्डर लागत हमेशा इन्वेंट्री लागत से अधिक होती है इसलिए हम बैकऑर्डर से बचना चाहते हैं और इसलिए हम अंत समय की मांग के अपेक्षित मूल्य से अधिक के रूप में इस रीऑर्डर स्तर हमेशा समाप्त होता है यदि C C c से अधिक है C s कम लागत वाला है C c इन्वेंट्री लागत है तो शॉर्टेज कॉस्ट इन्वेंट्री लागत से अधिक है इसलिए लीड स्तर की मांग के प्रत्याशित स्तर के मुकाबले रीऑर्डर स्तर हमेशा अधिक या बराबर होता है इसलिए रीऑर्डर लेवल अब लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक के अपेक्षित मूल्य के बराबर है इस S S को सेफ्टी स्टॉक कहा जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो हम रीऑर्डर स्तर की गणना करना चाहते हैं या हम कहेंगे कि हम सेफ्टी स्टॉक की गणना करना चाहते हैं अब यहां पर सबसे सरल बात यह है कि हम यह जानना चाहते हैं कि हम पुन स्तर का पता लगाना चाहते हैं तो हम इन सभी 5 मामलों को देख सकते हैं जहां रीऑर्डर का स्तर 100 के बराबर है रीऑर्डर का स्तर 150 200 250 और 300 के बराबर है तो हम उन गणनाओं को करते हैं तो आइए हम एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहाँ पर पुन स्तर बराबर होता है जब 100 का स्तर 100 के बराबर होता है जिसका मतलब है कि जब स्टॉक का स्तर 100 होने वाला है हम एक ऑर्डर देने जा रहे हैं और मांग 100 या 150 या 200 या 250 या 300 है इसलिए होने जा रहा है अवधि के अंत में कोई इन्वेंट्री नहीं क्योंकि जो भी मांग है हमें 100 का उपभोग करना होगा इसलिए इस अवधि में कोई इन्वेंट्री नहीं होगी तो जो होगा वह केवल कमी होगी तो एक चक्र में कमी का अपेक्षित मूल्य होगा अगर मांग 100 है तो कोई कमी नहीं है यदि माँग 150 की कमी 50 है तो 50 में 02 तो 50 में 02 है 10 प्लस 100 में 04 है 40 प्लस 150 में 02 है 30 प्लस 200 में 01 जो 20 है यह अपेक्षित कमी है मुझे समझाने दे गणना फिर से अगर 100 के स्तर का मतलब है कि हमारा स्टॉक 100 है यदि मांग 100 है तो हम सभी मांग को पूरा करने में सक्षम हैं कोई समस्या नहीं है लेकिन जब मांग 150 है हम 150 में से केवल 100 मिलेंगे इसलिए कमी 50 की होगी जो 02 की सम्भावना के साथ होती है 50 में 02 में 10 होती है इसी तरह 100 में 04 की जगह 40 है और इसी तरह 40 है तो अपेक्षित कमी 100 है इसमें से कोई अपेक्षित सूची नहीं है अब कुल लागत ऑर्डर लागत प्लस ले जाने की लागत और कमी लागत होगी अब ऑर्डर की लागत स्थिर होने वाली है क्योंकि हम 1250 आठ बार ऑर्डर करने जा रहे हैं तो 8 में 300 2400 है हमने ऑर्डर की लागत 300 के रूप में 8 तो 300 में 2400 मान ली है अब इन्वेंट्री की लागत क्या है जो साइकिल इन्वेंट्री हम लेकर जाएंगे वह Q बाय 2 है जो अपेक्षित इन्वेंट्री है सामान्य रूप से अपेक्षित इन्वेंट्री Q बाय 2 है अब इस मामले में भी क्या होगा वास्तविक साइकिल इन्वेंट्री Q बाय 2 प्लस होगा सुरक्षा स्टॉक जो हमारे पास है तो इस मामले में हमारे पास Q 2 माइनस 100 होगा क्योंकि हर बार 100 की अपेक्षित कमी होती है इसलिए 2 माइनस S S तो यह 1250 माइनस सेफ्टी स्टॉक बन जाएगा 1250 डिवाइडेड बाय 2 Q बाय 2 होकर 625 है माइनस 100 हमें 525 देगा जो कि C c में औसत इन्वेंट्री है C c प्रति वर्ष 4 प्रति यूनिट होगी और अपेक्षित कमी 100 है अब आइए इस उदाहरण में कमी की लागत को लेते हैं क्योंकि रुपये 25 प्रति यूनिट बैकऑर्डर किया गया है इसलिए Cs को 25 प्रति यूनिट बैकऑर्डर के रूप में लिया जाता है तो 100 एक चक्र में अपेक्षित कमी लागत है एक वर्ष में 8 अपेक्षित चक्र हैं तो 8 में प्रति यूनिट 25 है तो यह 2400 प्लस 525 है 4 में 2100 प्लस 800 है 25 में 2000 है यह 6500 कुल लागत है अब आइए हम एक और गणना करते हैं यदि आर ओ एल 150 के बराबर है यदि आर ओ एल150 है तो पहले हम सुरक्षा सेफ्टी स्टॉक की गणना करते हैं माइनस 50 के बराबर है अब यह आता है क्योंकि लीड समय की मांग का अपेक्षित मूल्य 200 है तो इससे परिभाषा ROL लीड टाइम डिमांड प्लस के अपेक्षित मूल्य के बराबर है सुरक्षा भंडार सेफ्टी स्टॉक है अब संगणना के लिए हम सुरक्षा स्टॉक दिखा रहे हैं माइनस 50 है तो अब एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि अब इन्वेंट्री होगी R O L 150 है इसलिए हमारे पास इन्वेंट्री होगी अगर मांग 100 हो जाती है तो 50 की इन्वेंट्री होगी इस चक्र में 50 की एक सूची होगी इस चक्र की संभावना 01 की संभावना के साथ 5 होती है अब अपेक्षित कमी होगी R O L 150 है इसलिए मांग में कमी होगी तो 200 या 250 या है 300 तो यह 50 की कमी होगी यदि मांग 200 है तो 50 में 04 है जो कि 20 से 100 है जो 02 में 02 है जो कि अन्य 20 से 150 से 01 में है जो कि 15 है इसलिए अपेक्षित कमी 55 है कुल लागत होगी ऑर्डर लागत प्लस ले जाने की लागत और कमी लागत इसलिए ऑर्डर की लागत 2400 है और ले जाने की लागत सामान्य नियम के रूप में 2 शून्य से सुरक्षा स्टॉक है तो 625 माइनस 50 575 में 4 प्लस 55 में 25 में 8 है इसलिए यह हमें 2400 प्लस 2300 प्लस 1100 देगा और यह 5800 के बराबर है इसी तरह यदि आप 200 250 और 300 की गणना करते हैं यदि हम उन गणनाओं को करते हैं जो हम प्राप्त करते हैं यदि R O L 200 है तो हमें कुल लागत 5300 के बराबर होगी 250 के बराबर हमारी कुल लागत 5200 है और यदि एलओआर 300 है तो हमारी कुल लागत प्रति वर्ष 5300 है अब हमारे पास कुल लागतों के आधार पर कुल लागत 6500 है 5800 5300 5200 और 5300 यदि हम न्यूनतम कुल लागत से जाते हैं तब हम देखते हैं कि R O L 250 के बराबर है इसलिए यदि हम न्यूनतम कुल लागत से चलते हैं तो हमारा R O L 250 है और हमारी कुल वार्षिक अनुमानित लागत 5200 है जो सबसे सस्ती है अब यदि हमारे पास 250 का पुनः स्तर है तो हमारे पास 250 शून्य से 200 का सुरक्षा स्टॉक होगा जो 50 है 50 का सुरक्षा स्टॉक है और हमें यह भी पता चलता है कि यह 50 सुरक्षा स्टॉक कुछ ऐसा है जिसे हमें उपभोग नहीं करना होगा क्योंकि अगर हम हर हफ्ते या हर चक्र पर जाते हैं तो अपेक्षित मांग 200 है लेकिन फिर हमारे पास अतिरिक्त 50 है जो सुरक्षा स्टॉक है इसलिए हमारे पास 250 है इसलिए कुछ हफ्तों में मांग 200 से अधिक हो सकती है कुछ हफ्तों में मांग 200 से कम हो सकती है लेकिन जब हम सभी मांग को पूरा करते हैं तो मांग 200 प्रति सप्ताह होने वाली है लेकिन तब 50 का सुरक्षा स्टॉक हमारे साथ हर समय रहने वाला है और हम इस सुरक्षा स्टॉक का उपभोग नहीं करेंगे अब 50 का यह सुरक्षा स्टॉक इसे एक अलग तरीके से रखने के लिए 50 का यह सुरक्षा स्टॉक होगा 50 की कीमत 4 में जो कि हमारे पास 200 है अब 1250 की लागत वास्तव में हमें 5000 देगा तो हम यह 5200 है जो वहाँ है साथ ही एक बहुत छोटी कमी लागत भी शामिल है तो मोटे तौर पर यह आंकड़ा उस 5200 के करीब है जो हमारे पास वास्तव में है साथ ही अगर हम गणना करते हैं 1250 अगर हम गणना करते हैं D बाय QC naught प्लस Q बाय 2 C c तो कुल लागत 8 गुना टाइम 300 हो जाएगा जो 2400 प्लस Q बाय 2 Cc जो 625 4 है इसलिए 2400 प्लस 2500 4900 होगा अतिरिक्त इन्वेंट्री लागत 200 है जो 5100 है अब अपेक्षित कमी है अगर रिऑर्डर स्तर 250 है कमी 50 है तो 50 01 5 है तो अपेक्षित कमी लागत 5 होगी इकाई वर्ष में 8 बार कम होती है 25 जो 40 25 है 100 है इसलिए ऑर्डर की लागत 2400 है सामान्य इन्वेंट्री सेफ्टी इन्वेंट्री ले जाने की लागत जो कि Q बाय 2 Cc 2500 है अतिरिक्त 50 सुरक्षा स्टॉक में 4 रुपये की लागत आती है और ध्यान दें कि हमने सुरक्षा स्टॉक को 2 से नहीं रखा है यहाँ हम औसत इन्वेंट्री के कारण गणना में Q बाय 2 डालते हैं सेफ्टी स्टॉक की खपत बिल्कुल नहीं होने वाली है तो 50 के सुरक्षा स्टॉक को हमेशा के लिए ले जाया जाएगा और यह 200 की अतिरिक्त लागत और 100 की कमी की लागत को बढ़ाएगा इसलिए 4900 से अधिक अतिरिक्त 300 की उम्मीद अतिरिक्त लागत है अगर ठीक होने के बजाय मांग करें हर हफ्ते 200 इस तरह से एक वितरण का अनुसरण करता है इसलिए इसका प्रभाव 50 की बढ़ी हुई इन्वेंट्री है जो कि हमारा सुरक्षा स्टॉक है और प्रति वर्ष 300 की अपेक्षित लागत में वृद्धि हुई है अब 50 के अतिरिक्त सुरक्षा स्टॉक और एक रीऑर्डर स्तर के साथ 250 का मतलब यहाँ है तो हर बार या हर चक्र से हम 80 प्रतिशत समय की मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे

तो एक चक्र में मांग 80 प्रतिशत बार पूरी होती है जिसे सेवा स्तर कहा जाता है 80 प्रतिशत यह समय के प्रतिशत की संख्या है हम 90 प्रतिशत बार होंगे तो यह 01 03 07 09 है इसलिए हम 90 प्रतिशत चक्रों में मांग को पूरा करने में सक्षम हैं हम मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे भरण दर नामक एक अन्य मात्रा भी है जो इस प्रकार है अब यदि हमारे पास 250 का रिफ़रर्ड लेवल है यदि डिमांड 100 150 200 250 है तो हम लीड समय में सभी डिमांड को पूरा कर पाएंगे इसलिए 90 प्रतिशत बार हम सभी मांग को पूरा करने में सक्षम हैं और यदि मांग 300 की हुई तो हम वास्तव में 300 में से 250 मिलेंगे 50 ही एकमात्र चीज है जो छोटी है तो हम 300 में से 250 को पूरा कर पाएंगे जो कि 5 से 6 है 250 से 300 से 5 से 6 है जो कि 8333 प्रतिशत है हम मिल सकते हैं और यह समय 01 होने वाला है इसलिए भरने की दर 9833 प्रतिशत होगी जो मैं पूरा कर सकूंगा 90 प्रतिशत समय मैं मांग के 100 प्रतिशत मांग को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा 833 प्रतिशत मैं 01 की संभावना के साथ पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा यदि भरण दर 983 की तरह है इसलिए भरण दर सेवा स्तर से अधिक है कई बार हम सेवा स्तर के बारे में चिंतित हैं जो कि सभी मांग को पूरा करने की हमारी क्षमता है ऐसा समय भी हैं हम भरण दर को भी देखते हैं जहां हम मांग का हिस्सा पूरा करने में सक्षम हैं तो अगर मांग एक असतत अनुसरण करती है अब इस तरह से वितरण हमें वह रास्ता मिल गया है जिसके द्वारा हम सुरक्षा स्टॉक के साथ साथ रिऑर्डर स्तर की गणना कर सकते हैं अब वे गणनाएं क्या हैं यदि मांग अलग अलग वितरण का अनुसरण करती है या मांग ऐसे मॉडल का निरंतर वितरण का अनुसरण करती है तो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे